आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से डॉ गौरव दीक्षित हूं इसलिए पिछले दो व्याख्यानों में हमने इस पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग पर अपनी चर्चा शुरू की तो चलो एक त्वरित पुनर्कथन करते हैं और फिर हम आगे जारी रखेंगे इसलिए पिछले दो व्याख्यानों में हमने निर्णय लेने के बारे में बात की हमने कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता का चयन करने वाले प्रबंधक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता का चयन करने वाले गृह विश्वविद्यालय की रैंकिंग पर विचार करने वाले एक छात्र और स्कूल समिति द्वारा छात्रवृत्ति के आवंटन जैसे कुछ उदाहरणों पर चर्चा की हमने इस बारे में भी बात की कि निर्णय लेने की व्यावहारिक परिभाषा क्या हो सकती है इसलिए हमने मापदंड विकल्प और लक्ष्य जैसे सभी घटकों पर चर्चा की हमने एमसीडीएम या बहु मापदंड निर्णय लेने से क्या मतलब है इसके बारे में भी बात की इसलिए एमसीडीएम के उस विशेष पहलू पर भी चर्चा की गई फिर हमने उन विषयों के बारे में भी चर्चा की जहां एमसीडीएम लागू किया गया है और वे विषय जहाँ से हम सैद्धांतिक और पद्धतिगत पृष्ठभूमि खींचते हैं हमने आगे उन चरणों पर चर्चा की जो एमसीडीएम प्रक्रिया के साथ साथ उप चरणों में शामिल हैं हमने विश्लेषण के विभिन्न रूपों के बारे में भी बात की है जो उपयोग किए जाते हैं और जो इस पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक हैं हमने एमसीडीएम के घटकों और फिर एमसीडीएम की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात की उदाहरण के लिए MADM जो कि कई विशेषता निर्णय लेने वाला है और MODM जो कि बहुउद्देश्यीय निर्णय लेने वाला है इसलिए हमने समझा कि एमसीडीएम की इन दो श्रेणियों में क्या अंतर हैं और हमने इस बात पर भी चर्चा की कि इस विशेष पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से एमएडीएम विधियों को शामिल करेंगे एमएडीएम के भीतर हमने चर्चा की कि विचार के दो स्कूल हैं एक मूल्य आधारित सिद्धांत है जिसका मुख्य उदाहरण MAUT विधि है फिर विचार का एक और स्कूल विचार के स्कूल से बाहर निकल रहा है जिसमें इलेक्ट्रा AHP TOPSIS और VIKOR जैसी विधियाँ शामिल हैं फिर हमने MODM के बारे में भी कुछ बात की इसलिए हम MODM में क्या करते हैं और MODM में किस तरह के तरीके उपलब्ध हैं इस पर चर्चा की गई हमने कुछ समस्याओं कुछ मुद्दों के बारे में भी बात की है जो कि MODM विधियों में हैं हमने MODM विधियों के कुछ उदाहरणों को भी कवर किया जैसे लक्ष्य प्रोग्रामिंग समझौता समाधान DEA आदि फिर हमने विभिन्न प्रकार की निर्णय समस्याओं पर चर्चा की और मुख्य रूप से चार मुख्य प्रकारों को कवर किया जो हैं पसंद की समस्या छँटाई की समस्या रैंकिंग की समस्या और वर्णन की समस्या पसंद की समस्या के मामले में हमें सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा सॉर्टिंग की समस्या के लिए हमें विकल्पों को क्रमबद्ध और पूर्वनिर्धारित समूहों में क्रमबद्ध करना होगा फिर हमने रैंकिंग की समस्या के बारे में चर्चा की जहां हम सबसे अच्छे से बुरे विकल्पों का आदेश देना चाहेंगे और अंत में हमने वर्णन समस्या के बारे में भी बात की और इसका उपयोग कब किया जा सकता है हमने अन्य प्रकार की समस्याओं को भी कवर किया उदाहरण के लिए उन्मूलन समस्या डिजाइन समस्या और समस्या निवारण समस्या फिर हमने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और टूल्स पर अपनी चर्चा शुरू की जिनका उपयोग विभिन्न समस्याओं के लिए एमसीडीए विधियों और तकनीकों को लागू करने के लिए किया जा सकता है हमने एमसीडीए तकनीकों के लिए आर सांख्यिकीय वातावरण का उपयोग करने के बारे में बात की पिछले व्याख्यान में यह उजागर किया गया था कि आर प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया है और बहुत कम शोधकर्ताओं और विश्लेषकों ने वास्तव में आरसीडी का उपयोग एमसीडीए विधियों और अनुप्रयोग के लिए करने की कोशिश की है तो यह विशेष पाठ्यक्रम इस विशेष अंतर को पाटता है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में क्यों आर जैसा वातावरण उपयोगी हो सकता है जो पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की गई थी हमने महत्वपूर्ण आर संकुल के बारे में बात की है जो उपलब्ध हैं हमने इस बात पर भी चर्चा की कि यदि आप R से परिचित नहीं हैं तो आप Business Analytics और Data Mining Modeling of R का उपयोग करके मेरे पिछले कोर्स का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ आपको R के परिचय पर एक व्याख्यान मिलेगा जो वास्तव में आपके साथ परिचित होने में उपयोगी हो सकता है आर वातावरण अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर जाते हैं जो MCDA विधियों के चयन के बारे में है अब तक हमने उन श्रेणियों के भीतर MCDA विधियों विचारों के स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात की है और हमने कुछ उदाहरण भी देखे हैं जो इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं अब हम अपनी निर्णय समस्या के लिए एक विशेष एमसीडीए पद्धति का चयन कैसे करते हैं इसलिए यह आमतौर पर MCDA डोमेन में काफी मुश्किल काम है इसलिए ऊपर की स्लाइड में कुछ संकेत दिए गए हैं तो आइए हम उनके माध्यम से चलते हैं एक उचित निर्णय समर्थन उपकरण का चयन करने का कार्य अक्सर उचित ठहराना मुश्किल होता है कई विधियाँ हैं जिनका उपयोग एक ही प्रकार की निर्णय समस्या या समान निर्णय समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है कभी कभी यह औचित्य करना काफी कठिन होता है कि आप AHP को अन्य तरीकों से क्यों चुन रहे हैं इसलिए इस तरह का औचित्य प्रदान करना काफी मुश्किल है जैसा कि अगले बिंदु में भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी तरीका सही नहीं है और न ही उन्हें सभी समस्याओं पर लागू किया जा सकता है तो यह एक और परिदृश्य है जिसका हमें सामना करना है कि हर विधि की अपनी सीमाएं विशिष्टताएं परिकल्पनाएं परिसर और दृष्टिकोण हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि हमारी निर्णय समस्याओं को हल करने के लिए कौन से तरीके अधिक उपयुक्त होंगे अब उपयुक्त एमसीडीए विधियों को चुनने या चुनने के विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया गया है एक दृष्टिकोण Guitouni et al द्वारा सुझाया गया है इस दृष्टिकोण में पहला बिंदु आवश्यक इनपुट जानकारी पर एक नज़र रखना है जिसमें डेटा के साथ साथ विधि के पैरामीटर भी शामिल हो सकते हैं उस निर्णय समस्या को देखते हुए जो हमारे पास है और उस निर्णय की समस्या के लिए हम जिस पद्धति को लागू करना चाहते हैं हम यह देख सकते हैं कि किस तरह के डेटा की आवश्यकता होगी किस तरह के इनपुट की आवश्यकता होगी और किस तरह के मापदंडों का मूल्यांकन किया जाना है इसलिए हम आवश्यक इनपुट जानकारी पर एक नज़र डाल सकते हैं और फिर हम मॉडलिंग के प्रयास को देख सकते हैं जिसे हमें समस्या को हल करने के लिए आगे रखना होगा इसलिए हमारे पास जिस तरह का इनपुट है और जिस तरह के मॉडलिंग के प्रयास की आवश्यकता होती है यदि हम किसी विशेष विधि का चयन करते हैं तो उसे चेक किया जा सकता है और फिर हम परिणामों और उनकी बारीकियों को देख सकते हैं इसलिए एमसीडीए पद्धति का चयन करने के बाद हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे और अपेक्षित परिणाम जो हमें आम तौर पर प्राप्त होते हैं और क्या यह स्वीकार्य है क्या वह ऐसी चीज है जिसे हम खोज रहे हैं या नहीं इस पर ध्यान देना होगा इसलिए इनपुट मॉडलिंग प्रयास और आउटपुट ये तीन बिंदु हैं जिन्हें हम एक विशेष एमसीडीए विधि का चयन करने के लिए देख सकते हैं तो अगर हम एक विशिष्ट विधि के बारे में बात करते हैं तो एक उदाहरण यहां दिया गया है जैसे यदि प्रत्येक मानदंड के लिए उपयोगिता फ़ंक्शन ज्ञात है तो आमतौर पर यह अनुशंसा की जाती है कि हम MAUT विधि के लिए जा सकते हैं हालांकि यह देखा गया है कि उपयोगिता समारोह के निर्माण के संदर्भ में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है इसलिए कई बार विश्लेषक के लिए निर्णय निर्माताओं की वरीयताओं का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं हो सकता है और इस वजह से कई परिदृश्यों में MAUT एक व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता है इसलिए दिया गया दूसरा बिंदु यह है कि यदि हम एक उपयोगिता फ़ंक्शन का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो मानदंड और विकल्पों के बीच युग्मक तुलनाओं का उपयोग करके और क्या किया जा सकता है इसलिए यह आमतौर पर MADM विधियां हैं जिनके बारे में हमने बात की है वे जोड़ीदार तुलनाओं का उपयोग करते हैं विशेष रूप से विचार के मुखर स्कूल तो उन तरीकों में से एक का उपयोग किया जा सकता है कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं तो वहाँ भी हम यहाँ कुछ अलग अलगाव बना सकते हैं इसलिए अगर हम इस तुलना के लिए एक अनुपात पैमाने का उपयोग कर रहे हैं तो शायद AHP बेहतर दृष्टिकोण है यदि हम अंतराल पैमाने का उपयोग कर रहे हैं तो MACBETH है हालांकि विधि चयन के इस तरीके के साथ समस्या यह है कि निर्णय निर्माताओं को यह जानने की आवश्यकता है कि उनकी वरीयताओं को उपजाने के लिए कौन सा पैमाना बेहतर है ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न तरीकों के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने की आवश्यकताएं हैं जैसा कि आप AHP के लिए देख सकते हैं यह MACBETH के लिए अनुपात का पैमाना है यह अंतराल का पैमाना है इसलिए निर्णय निर्माता को यह जानना होगा कि उनकी अपनी प्राथमिकताओं के लिए बेहतर क्या है उनकी गुणात्मक प्राथमिकताएं वास्तव में कैसे निर्धारित की जा सकती हैं और कौन सा पैमाना उपयुक्त होगा उदाहरण के लिए अनुपात पैमाने में हमारे पास पूर्ण शून्य की अवधारणा है जो अंतराल पैमाने में नहीं है इसलिए निर्णय निर्माता के लिए वरीयताओं पर विचार किया जा सकता है उदाहरण के लिए क्या उन व्यक्तिपरक वरीयताओं को निर्धारित करना है चाहे हम पूर्ण शून्य होना चाहें या नहीं या सिर्फ अंतराल पैमाने पर्याप्त होने वाला है इसलिए यह निर्णय करना होगा और तदनुसार हम एक विशेष विधि के लिए जा सकते हैं यदि आप अधिक जानना चाहते हैं कि अनुपात स्केल क्या है और अंतराल स्केल क्या है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग मॉडलिंग पर मेरे पिछले पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ मैंने विभिन्न प्रकार के चर अनुपात चर और अंतराल चर के बारे में विस्तार से बात की है कि वहाँ और निश्चित रूप से जुड़े तराजू हैं तो इससे आपको अच्छी समझ मिलेगी कि हम यहाँ क्या मतलब है तो एक पैमाने का चयन भी यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है इन तरीकों का दोष जहां जोड़ीदार तुलना का उपयोग किया जाता है वहां बड़ी मात्रा में जानकारी की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आप अपने निर्णय की समस्या को हल करने के लिए कई मानदंड या विकल्प रखते हैं तो इन जोड़ीवार तुलनाओं की संख्या किसी मानदंड की तुलना में एक मानदंड या किसी विशेष मापदंड के संबंध में दूसरे विकल्प की तुलना में एक विकल्प काफी बन सकती है कुछ और यह कंप्यूटिंग लागत का एक बहुत डाल सकता है इसलिए यदि आप इन उदाहरणों को देखते हैं तो तरीकों का चयन काफी मुश्किल काम है यदि आप उपयोगिता फ़ंक्शन का निर्माण कर सकते हैं तो MAUT विधि की सिफारिश की जाती है यदि उपयोगिता फ़ंक्शन का निर्माण नहीं किया जा सकता है तो हमें विचार के स्कूल को आगे बढ़ाने के तरीकों में से एक को चुनना होगा और वहां भी हम उस पैमाने पर निर्णय ले सकते हैं जो उपयुक्त होने जा रहा है उदाहरण के लिए यदि यह अनुपात पैमाने पर है तो हम AHP को चुन सकते हैं और अगर यह अंतराल पैमाना है तो हम MACBETH चुन सकते हैं इसलिए इस तरह के निर्णय किए जाने हैं और उसके बाद भी अगर बड़ी संख्या में मापदंड और विकल्प हैं जिनका उपयोग किसी निर्णय की समस्या को हल करने के लिए किया जा रहा है तो कंप्यूटिंग लागत अधिक होने वाली है अब उपयुक्त MCDA विधि का चयन करने के लिए अन्य तरीका क्या हो सकता है इसलिए दूसरे दृष्टिकोण में हम प्रमुख मापदंडों को परिभाषित कर सकते हैं और फिर हम इन मापदंडों को परिभाषित करने के लिए एलिसिटेशन विधियों का उपयोग कर सकते हैं इस दृष्टिकोण में कई विधियाँ उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए यदि उदासीनता और वरीयता थ्रेशोल्ड को एलिसिटेशन विधियों का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है तो शायद हम PROMETHEES विधि के लिए जा सकते हैं इसी तरह ELECTRE आर विधि का उपयोग किया जा सकता है यदि उदासीनता वरीयता और वीटो थ्रेसहोल्ड को एलिसिटेशन विधियों का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है TOPSIS विधि के मामले में यदि आदर्श और विरोधी आदर्श विकल्पों को elicitation या किसी अन्य विधि का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है तो बेशक हम TOPSIS के लिए जा सकते हैं अब यदि मानदंड निर्भर हैं तो शायद हम ANP के लिए जा सकते हैं इसलिए अब तक जो भी हमने पिछले दो व्याख्यानों में और यहां तक कि इस व्याख्यान में भी चर्चा की है एमसीडीएम में और यहां तक कि विशेष रूप से एमएडीएम में वे इस बुनियादी धारणा को स्वतंत्र बनाते हैं इसलिए यदि उस धारणा का उल्लंघन किया जाता है अर्थात यदि मानदंड निर्भर हैं तो शायद हम ANP के लिए जा सकते हैं जो वास्तव में AHP का विस्तार है आने वाले व्याख्यानों में मापदंडों के बारे में अधिक जानकारी पर चर्चा की जाएगी उस समय जब हम विशिष्ट तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां हम इन मापदंडों के बारे में अधिक चर्चा करेंगे और फिर आपको विभिन्न मापदंडों के बारे में पता चलेगा और हम विभिन्न एमसीडीए विधियों का चयन कैसे कर सकते हैं इस बिंदु पर महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि इन विधियों के तहत प्रमुख पैरामीटर हैं और यदि हम इन विधियों को elicitation विधियों का उपयोग करके परिभाषित करने के लिए होते हैं तो यह एक उपयुक्त विधि का चयन करने के संदर्भ में हमारी मदद कर सकता है अब एमसीडीएम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पूर्ण रैंकिंग बनाम आंशिक रैंकिंग है जो मुख्य रूप से एमएडीएम विधियों पर लागू होता है इसलिए मूल्य आधारित तरीकों के तहत हम उपयोगिता फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं जैसा कि हमने बात की है इन उपयोगिता कार्यों से विकल्पों के लिए वैश्विक स्कोर पैदा होता है इसका मतलब यह है कि हर विकल्प के लिए हम एक वैश्विक स्कोर प्राप्त करने के लिए उपयोगिता फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारे लिए सभी विकल्पों की तुलना करना और उन्हें सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब रैंक करना आसान हो जाएगा इसके अलावा समान रैंकिंग की अनुमति होगी क्योंकि हम उपयोगिता फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए यदि उस फ़ंक्शन के माध्यम से हमें बराबर मूल्य मिलता है तो संभवतः उस समान संबंध की अनुमति है इसलिए सभी विकल्पों के बीच तुलना संभव है और सबसे अच्छी से खराब रैंकिंग बनाई जा सकती है अब क्योंकि हम उन सभी विकल्पों की तुलना करने में सक्षम होंगे जिन्हें इस विशेष पहलू को पूर्ण रैंकिंग कहा जाता है इस दृष्टिकोण को पूर्ण एकत्रीकरण दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है तो कोई भी विधि चाहे वह मूल्य आधारित विधियाँ हों जैसे कि MAUT या कोई अन्य विधि जहाँ हम वास्तव में सभी विकल्पों के बीच सभी तुलनाओं का उत्पादन कर सकते हैं हम इसे पूर्ण रैंकिंग के रूप में परिभाषित करते हैं और इस दृष्टिकोण को पूर्ण एकत्रीकरण दृष्टिकोण भी कहा जाता है आमतौर पर यह मूल्य आधारित विधियों के तहत संभव है अगर हम आगे बढ़ने वाली विधियों के बारे में बात करते हैं तो हम जोड़ीदार तुलना का उपयोग करते हैं तो विकल्पों की जोड़ीवार तुलना वरीयता या आगे बढ़ने की डिग्री की ओर ले जाती है अब ऐसा क्या हो सकता है क्योंकि ये आम तौर पर गुणात्मक डेटा पर आधारित होते हैं जो निर्णय निर्माताओं की व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं हैं कभी कभी विकल्पों के बीच तुलना अतुलनीय हो सकती है कुछ विकल्प सिर्फ अतुलनीय हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग प्रोफाइलों के कारण उनके पास है क्योंकि हम उन मानदंडों के सम्मान के साथ तुलना कर रहे हैं जो एक हो सकते हैं और एक विकल्प को विभिन्न मानदंडों के एक सेट के संबंध में और दूसरे विकल्प को मानदंडों के एक और सेट के संबंध में और किसी अन्य विकल्प के साथ प्रोफाइल प्रोफाइल के साथ जोड़ा जा सकता है बेकार इन दो विकल्पों के बीच तुलना प्रस्तुत करें इसलिए वे अतुलनीय बन सकते हैं इस वजह से पूरी रैंकिंग संभव नहीं है लेकिन हम इसके बजाय आंशिक रैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं इसलिए स्कूल की सोच के अनुसार जो विधियाँ हैं हमें पूरी रैंकिंग नहीं मिल सकती है और ये जोड़ीदार तुलना हमें आंशिक रैंकिंग तक ले जा सकती है तो यह है कि हम पूरी रैंकिंग बनाम आंशिक रैंकिंग से क्या मतलब है आगे बढ़ने दो अब तक हमने जिन पर चर्चा की है वे विभिन्न प्रकार के तरीके निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल किए जाने वाले चरण और एमएडीएम विधि के भीतर विभिन्न श्रेणियां हैं हमने कई मुद्दों पर भी चर्चा की उदाहरण के लिए पूरी रैंकिंग और आंशिक रैंकिंग अब कुछ निश्चित धारणाएँ हैं जो एमसीडीएम के अधिकांश तरीकों में काफी आम हैं उनमें से एक जैसा कि हमने खुद इस व्याख्यान में चर्चा की है यह है कि मानदंड स्वतंत्र हैं उस स्थिति में यदि इस धारणा का उल्लंघन किया जाता है अर्थात यदि मानदंड स्वतंत्र नहीं हैं जो कि वास्तविक जीवन के परिदृश्य में अधिक संभावित मामला है तो हम वास्तविक जीवन परिदृश्यों में अपने निर्णय लेने के लिए जिस तरह के मापदंड का उपयोग करते हैं वह नहीं जा रहा है स्वतंत्र हो लेकिन वे किसी प्रकार का अन्योन्याश्रय या अंतर्संबंध रखने वाले हैं इसलिए उस तरह के परिदृश्य में जो हम लागू कर सकते हैं MCDA विधियों के अधिकांश परिणाम उपयोगी नहीं रह सकते हैं इस प्रकार सवाल उठता है कि इस स्थिति के बारे में क्या किया जा सकता है इस सवाल का जवाब संरचनात्मक मॉडल की उपलब्धता में है कई संरचनात्मक मॉडल विकसित किए गए हैं जो वास्तव में इन मानदंडों की संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ समाधान सुझाते हैं उनमें से कुछ पर यहां चर्चा होने जा रही है संरचनात्मक मॉडल के तहत आइए पहले एक से अधिक विशेषता निर्णय लेने या एमएडीएम विधियों के बारे में चर्चा करें आमतौर पर हम मानते हैं कि मानदंड स्वतंत्र हैं क्योंकि मैंने बात की थी और इन विधियों में क्या होता है कि वे केवल मापदंड और एक तरफा पदानुक्रमित संबंध के बीच रैखिक संरचना के लिए अनुमति देते हैं बाद में आने वाले व्याख्यानों में हम AHP और अन्य तरीकों के बारे में बात करेंगे जो पदानुक्रमित संरचना का उपयोग करते हैं तो किसी भी पदानुक्रमित संरचना में आप पहले ऊपर से शुरू करेंगे और फिर आप अगले स्तर पर जाएंगे और फिर आप अगले स्तर के तत्वों पर निर्णय लेंगे फिर अगला फिर अगला स्तर जो उससे भी कम होने वाला है और इसी तरह तो स्तर होने जा रहे हैं और इस तरह के संबंध जो कि पदानुक्रमित संरचना द्वारा लगाए गए हैं प्रकृति का एक तरीका है इसके अलावा यह आम तौर पर रैखिक संरचना का अनुसरण करता है यदि हम सिर्फ इसके किसी विशेष पथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह MADM और समग्र MCDM विधियों की प्रयोज्यता पर एक बड़ी सीमा डालता है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं वास्तविक जीवन की निर्णय समस्याओं के लिए यह अपर्याप्त लगता है रैखिक संरचना जिसे हम मान रहे हैं और मानदंड के बीच स्वतंत्रता जिसे हम मान रहे हैं वास्तविक जीवन की निर्णय समस्याओं के लिए अपर्याप्त है तो समाधान क्या है समाधान अब मानदंड के बीच अंतर्संबंधों को मॉडलिंग कर रहा है ये मानदंड वे कुछ फैशन में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं और यह संबंध प्रकृति में भी कारण हो सकता है तो एक मानदंड के दूसरे कसौटी के साथ कुछ कारण संबंध हो सकते हैं हमें इस तरह की संरचनाओं को समझने की जरूरत है इससे पहले कि हम उपयुक्त पद्धति चुन सकें जो मानदंड इंटरैक्शन के मॉडलिंग की अनुमति देता है इसलिए यदि अंतरसंबंध हो सकते हैं यदि मानदंड निर्भर हैं तो हमें उनके रिश्तों को समझने की आवश्यकता है तो कुछ लोकप्रिय तरीके हैं जो उपलब्ध हैं जो इस मॉडलिंग की अनुमति देते हैं और हमें कुछ निश्चित जानकारी देते हैं जो बाद में एक उपयुक्त एमसीडी विधि को लागू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है इन लोकप्रिय तरीकों में से कुछ इंटरप्रिटिव स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डिसीजन मेकिंग ट्रायल एंड इवैलुएशन लेबोरेटरी और एनालिटिक नेटवर्क प्रोसेस हैं अगर हम इन तरीकों के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए विश्लेषणात्मक नेटवर्क प्रक्रिया एएनपी यह वास्तव में AHP का विस्तार है इसलिए AHP में भी किसी भी अन्य MADM विधि की तरह बुनियादी धारणा है कि मापदंड स्वतंत्र हैं इसलिएANP का विस्तार किया गया है जहां पदानुक्रमित संरचना के बजाय नेटवर्क संरचना का उपयोग किया जा रहा है और वह नेटवर्क संरचना वास्तव में मापदंड बातचीत के मॉडलिंग की अनुमति देता है इसी तरह DEMATEL पद्धति न केवल हमें मानदंड के बीच की बातचीत को समझने की अनुमति देती है यह हमें यह समझने की भी अनुमति देती है कि क्या मापदंड के बीच कारण और प्रभाव संबंध या कारण संबंध है तो हम उस तरह के विश्लेषण की तलाश कर रहे हैं उस तरह की अंतर्दृष्टि आगे बढ़ने से पहले और किसी विशेष और उपयुक्त विधि को चुनने से पहले हम पहले DEMATEL को लागू कर सकते हैं रिश्ते का पता लगा सकते हैं मानदंड के बीच संबंध को समझ सकते हैं और फिर उन अंतर्दृष्टि के आधार पर जो हम वहां से प्राप्त करते हैं फिर पारंपरिक एमएडीएम विधियों को लागू करते हैं इसी तरह व्याख्यात्मक संरचनात्मक मॉडलिंग आईएसएम हमें मानदंडों के बीच बातचीत को समझने की भी अनुमति देता है आमतौर पर दृष्टिकोण किसी भी निर्णय की समस्या के लिए होता है जहां हमें लगता है कि मानदंड के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होने वाले हैं यानी मानदंड स्वतंत्र नहीं हैं और हम मापदंड के बीच कारण प्रभाव या अन्य प्रकार के संघ की अपेक्षा करते हैं और जिसे मॉडल करने की आवश्यकता है फिर शायद हमें इनमें से एक का चयन करने की जरूरत है संरचनात्मक मॉडल में से एक उन्हें लागू करें अंतर्दृष्टि प्राप्त करें और फिर पारंपरिक एमएडीएम विधियों को लागू करने के लिए आगे बढ़ें इसलिए संरचनात्मक मॉडल का उपयोग मानदंडों के बीच संबंधों को समझने के लिए किया जाता है संक्षेप में यह वही है जो संरचनात्मक मॉडल के बारे में है कि उनका उपयोग मानदंडों के बीच संबंधों को समझने के लिए किया जाता है उचित MADM विधि का चयन करने के लिए निर्णय निर्माता को जानकारी प्रदान करता है आमतौर पर कई शोध अध्ययनों में या यहां तक कि कंपनियों या समितियों में जिन्हें एक विशेष निर्णय समस्या को हल करने के लिए कार्य दिया गया है आप देखेंगे कि कई विश्लेषक जो एमसीडीएम विधियों का उपयोग करते हैं वे एमसीडीएम में से एक के साथ संरचनात्मक तरीकों में से एक को जोड़ते हैं विधियाँ या MADM विधियाँ पहले वे संरचनात्मक मॉडल लागू करना चाहते हैं और वे मानदंडों के बीच संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर वे समस्याओं को हल करने के लिए एक उपयुक्त एमएडीएम विधि ढूंढते हैं यह एक पसंद समस्या छँटाई समस्या रैंकिंग समस्या या कोई अन्य समस्या हो सकती है लेकिन कभी कभी यह मापदंड या उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसके साथ हम इस पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग को कवर करने में सक्षम हैं अगले व्याख्यान में हम एमसीडीएम में सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक पर अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं वह है AHP या Analytic Hierarchy Process इसलिए हम उस विशेष तकनीक के साथ अपनी चर्चा शुरू करेंगे ये महत्वपूर्ण संदर्भ हैं जो मैं इस पाठ्यक्रम के लिए उपयोग कर रहा हूं अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ भी हैं लेकिन ये मुख्य संदर्भ हैं इसके साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं और अगले व्याख्यान में हम AHP के साथ अपनी चर्चा शुरू करेंगे धन्यवाद